हम पिछली कुछ कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे प्रतिबल तीव्रता कारकों का मूल्यांकन विभिन्न ज्यामिति से प्रारंभ में हमने मोटाई दरारों के माध्यम से देखा फिर हम एम्बेडेड दरारों पर चले गए तो एक एम्बेडेड अण्डाकार दोष के मामले में आप क्या पाते हैं K की अभिव्यक्ति इस प्रकार दी गई है और यह थीटा के फंक्शन के रूप में बदलता रहता है यह क्या करता है दरार के सामने की सीमा के साथ प्रतिबल की तीव्रता का कारक बदलता रहता है और आप किसी दिए गए थीटा के समान बिंदु का पता लगाते हैं आप एक कोण थीटा लगाते हैं यह वृत्त को हिट करता है वहां से आप एक लाइन डालते हैं और आपके पास यह बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित होता है दीर्घवृत्त पर इस बिंदु के लिए आपको K I बराबर मिलता है और थीटा को इस तरह परिभाषित किया जाता है और आपके पास इस अंदाज में व्यक्त की गई मात्रा I 2 भी है सतह की दरार का आदर्शीकरण और अब जो हम देखेंगे वह अण्डाकार दोष से हम सतह की खामियों के अध्ययन तक कैसे बढें और यह वह जगह है जहां हमने पिछली कक्षा में देखा था आप सतह की दरारें कैसे मॉडल करेंगे जब आपके पास एक सतह दरार होती है तो सतह दरार को एक अर्ध अण्डाकार दोष के रूप में आदर्श रूप से शुरू किया जा सकता है मान लीजिए कि मेरे पास एक कोने की दरार है कोने की दरार को एक चौथाई अण्डाकार के रूप में आदर्श बनाया जा सकता है जब मेरे पास इस तरह का दोष होता है तो इसे अर्ध अण्डाकार आकार के रूप में आदर्शीकरण किया जा सकता है और एक कोने की दरार को दीर्घवृत्त के चौथाई के रूप में आदर्श बनाया जा सकता है तो अण्डाकार समाधान से यदि आप कम से कम छोटे आकार की दरारों के लिए सरल तर्कों के साथ संशोधित करते हैं तो इन परिणामों को आराम से उपयोग किया जा सकता है इसी तरह लोग आगे बढ़े हैं जब मेरे पास एक अर्ध अण्डाकार सतह दरार होती है तो आपको अपने आप को उल्लेखनीय परिवर्तन याद दिलाना होगा सतह पर लंबाई 2 c के रूप में ली गई है यही है अण्डाकार दोष की प्रमुख धुरी को 2 c के रूप में लिया जाता है और अंदर की गहराई को a के रूप में लिया जाता है अगर मेरे पास इसका पूर्ण रूप है तो ये 2 a होगा यह एक अर्ध अण्डाकार दोष है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और आप इस का एक साफ स्केच बनाते हैं और विचार करें कि यह एक अनंत वस्तु है एक सतह दोष के साथ आप एक साफ स्केच बनाते हैं आपके पास समान रूप से वितरित प्रतिबल क्षेत्र है और उसकी लंबाई 2 c और a है और हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास है एक एसईएन नमूने में आपके पास एक स्वतंत्र सतह से निकलने वाली दरार है तो हमने क्या किया हमने बस उस सिग्मा को 112 सिग्मा के रूप में संशोधित किया तो लोगों ने शुरू में प्रतिबल तीव्रता कारक मूल्य को खोजने के लिए क्या प्रयास किया है वे इसी तरह के दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं अण्डाकार समाधान के आधार पर आपके पास इस तरह दी गई एक सतह दोष के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए अभिव्यक्ति है केK I बराबर 112 गुना सिग्मा रूट पाई a यही एकमात्र बदलाव है आप I 2 से विभाजित करते हैं और इस अभिव्यक्ति को थीटा साइन वर्ग थीटा प्लस ac व्होल वर्ग कोस वर्ग theta व्होल पॉवर 14 के संदर्भ में जोड़ते हैं इसलिए हमने जो कुछ किया है जो कुछ भी ज्ञान हमें SEN नमूना का विश्लेषण करने में प्राप्त हुआ है हमने एक अतिरिक्त अण्डाकार दोष से परिणाम को संयोजित किया है ब्रेक से पहले लीक संभावना जैसा कि हमने सतह दरार को अर्ध दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित किया है अब हम परिवर्तन को 112 सिग्मा कहते हैं और हम फिर से उसी तरह के परिणामों को देखेंगे जैसे हमने एम्बेडेड दोष में देखा था प्रतिबल की तीव्रता का कारक स्थिर नहीं रहता है लेकिन दरार के मोर्चे की परिधि पर भिन्न होता है और हम प्रधान अक्ष पर और लघु अक्ष के सिरों पर देखेंगे कि ये मान कैसे बने लघु एक्सिस के चरम छोर पर यानी थीटा नब्बे डिग्री के बराबर प्रतिबल की तीव्रता कारक K I 90 के रूप में दी गई है जो कि 112 सिग्मा रूट पाई al 2 के बराबर है और यह प्रतिबल तीव्रता कारक का अधिकतम मूल्य होता है दरार के मोर्चे पर और मान लें कि थीटा 0 डिग्री के बराबर है जो कि प्रमुख अक्ष के अंत में है प्रतिबल तीव्रता कारक का मान 112 गुना सिग्मा रूट पाई a के रूप में दिया गया है जिसे I 2 द्वारा विभाजित किया गया है जो कि c व्होल पावर आधा से गुणा करता है आप जानते हैं यह अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है यह काफी जानकारी दे जाता है पहली बात तो तुम्हें पहचाननी होगी जब आपके पास सतह दोष होता है तो प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार के मोर्चे पर स्थिर नहीं रहती है यह बिंदु से बिंदु तक बदलता है तो इसका मतलब क्या है दरार में विस्तार का पसंदीदा तरीका हो सकता है हमने एक अण्डाकार दोष के मामले में देखा अण्डाकार दोष जो कि एम्बेडेड है एक वृत्ताकार दोष बनने की कोशिश करेगा क्योंकि इस तरह से प्रतिबल की तीव्रता के कारक अलग अलग थे तो एक समान बात सतह दोष के मामले में भी हो सकती है और इससे फ्रैक्चर से पहले रिसाव की अवधारणा की चर्चा करने में भी मदद मिलती है आपके पास इस बिंदु पर प्रतिबल तीव्रता कारक अधिक है तो दरार बग़ल में के बजाय अंदर घुसने की कोशिश करेगी दरार नोक का खंड जो सामग्री के अंदर गहरा है उच्च प्रतिबल तीव्रता कारक रखता है और इसके मद्देनजर दरार सतह पर बग़ल में गहराई से बढ़ने लगती है इसलिए जब यह गहरा होता है तो यह हमारे लिए फायदेमंद होता है केवल इस तरह के अवलोकनों के आधार पर लोगों को भी एक कसौटी में लाया जाता है जिसे ब्रेक से पहले रिसाव कहा जाता है जो प्राप्त करने योग्य है इस तरह यह एक सामग्री का प्रतिक्रिया होगा यदि आप अपने डिज़ाइन मापदण्ड को उपयुक्त रूप से समायोजित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रिसाव हमेशा ब्रेक से पहले होता है क्योंकि यह संभव है लोगों ने इसे एक मानदंड के रूप में भी विकसित किया है और हम एक अच्छा एनीमेशन देखेंगे जो आपको यह सचित्रता प्रदान करता है तो हम वास्तव में क्या कह रहे हैं एक दरार जो इस तरह एक सतह दरार है इस फैशन में आगे बढ़ेगा आप जानते हैं जो भी दोष यहां है वह इस तरह से आगे बढ़ेगा कि वह एक वृत्त बन जाएगा और आपको इसमें कई कई चीजों को नोट करना होगा हम क्या चाहते हैं अगर दरार इस तरह बढ़ती है और सतह को छूती है अगर मेरे पास दबाव वेसल है तो दबाव वेसल लीक करना शुरू कर देगा जब यह लीक होने लगे तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कुछ गलत हो गया है और आपको इसे सही करना होगा देखने का अन्य तरीका है जब दबाव पोत लीक हो रहा है स्वचालित रूप से उस पर लग रहा भार कम हो जाता है तो यह उस दृष्टिकोण से एक सुरक्षा कारक है इसलिए जब इस पर लग रहा भार कम हो जाता है तो यह अच्छा है हालाँकि आप पानी के हैमर की वजह से दरार फैल सकते थे उस स्थिति में दबाव मूल दबाव से अधिक होगा इसलिए जब आप डिजाइन कर रहे हों तो आपको दोनों संभावनाओं को सुनिश्चित करना होगा दबाव कम होना चाहिए या दबाव भी बढ़ेगा ऊपर जाने वाले दबाव को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और दूसरा पहलू भी आप इससे सीख सकते हैं यदि आप साहित्य को देखते हैं और हम भी इस कक्षा के अंत में इसपर चर्चा करेंगे जब मेरे पास इस तरह से एक दरार को सामने से देखता हूँ तो ज़ोन में जो दरार फ्रंट करीब फ्रंट होते हैं यहां किनारों से दूर यह एक समतल प्रतिबल की स्थिति में कम या ज्यादा है आपके पास एक त्रि अक्षीय बाधा मुख्य रूप से मौजूद है और आप K I c का उपयोग फ्रैक्चर टफनेस के रूप में करेंगे जो समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस है और मैंने एक ग्राफ दिखाए बिना उल्लेख किया था कि फ्रैक्चर टफनेस मोटाई का एक फंक्शन है समतल प्रतिबल में फ्रैक्चर टफनेस अधिक होती है समतल स्ट्रेन में फ्रैक्चर टफनेस सबसे कम है एक सतह दोष के मामले में क्या होता है आपके पास एक अच्छा संयोजन है दरार के मोर्चे के इस क्षेत्र में प्रतिबल की तीव्रता कारक अधिक है इतना ही नहीं इस के प्रसार के लिए जिस फ्रैक्चर की टफनेस का उपयोग किया जाना है वह समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस है जो आमतौर पर समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस से कम होती है मान लीजिए कि दरार पूरी तरह से विकसित हो गई है तो आप इस मोटाई को एक समतल प्रतिबल की स्थिति को आदर्श बनाने के रूप में मान सकते हैं जब दरार को बग़ल में स्थानांतरित करना होता है तो हम अनिवार्य रूप से समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करेंगे और समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस समतल प्रतिबल से कम होता है तो आपके पास एक अच्छा संयोजन है कि दरार खुल जाएगी और फिर दूसरे छोर को स्पर्श करेगी फिर यह बग़ल में प्रसार शुरू कर देगा तो इसमें कौन से चरण हैं देखें कि आपको सतह पर दरार विकसित करने की आवश्यकता है फिर दरार में कुछ विकास तंत्रों द्वारा वृद्धि चरण होता है फिर यह अस्थिरता तक पहुंचता है और यह किस तरह से होता है यह मोटाई के माध्यम से सबसे पहले प्रवेश करता है क्योंकि आपकी फ्रैक्चर टफनेस भी कम होती है और साथ ही आपके प्रतिबल की तीव्रता भी अधिक होती है एक बार जब यह दूसरी सतह पर पहुँच जाता है तो ऐसा नहीं है कि यह तुरंत बग़ल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है यदि यह तुरंत आगे बढ़ता है तो आपके पास कोई छेद नहीं है ब्रेक कसौटी से पहले लीक में आप जो सुनिश्चित करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि दरार आगे बढ़ने और फिर बग़ल में बढ़ने के बीच में एक स्वस्थ अंतर हो यही कारण है कि आप डिजाइन मापदंडों को इस तरह से बदलते हैं कि आपके पास उस पर जाने और उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त समय होता है आइए हम इसे देखें तो हम जो चाहते हैं उसे इस अवस्था तक पहुंचना है और फिर तरल पदार्थ को निकलने देना है इसलिए आपको किसी प्रकार की मरम्मत करने या योजना को रोकने की संभावना है कुछ सुधारात्मक उपाय करें बग़ल में आपके पास एक विकास चरण होगा जिसके बाद अस्थिरता होगी ऐसा नहीं है कि यह अस्थिर हो जाता है और फिर मोटाई के माध्यम से प्रवेश करता है और बग़ल में चलता है यदि ऐसा तुरंत एक के बाद एक होता है तो आपके पास ब्रेक की कसौटी पर संतुष्ट होने से पहले वह रिसाव नहीं होगा ब्रेक मानदंड से पहले एक रिसाव में आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास उस पर उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय है और यह करने योग्य है जिस तरह से आपने दरार के मोर्चे पर प्रतिबल तीव्रता कारक भिन्नता को देखा है और साथ ही फ्रैक्चर गुण जो आप पाते हैं ब्रेक मानदंड से पहले रिसाव है अगर आप वास्तव में डिजाइन मापदंडों के साथ खेलते हैं तो यह उचित है आपको पता है कि यह ज्ञान आपको तब नहीं मिला होगा जब हम केवल मोटे दरार के माध्यम से चर्चा कर रहे थे मोटाई दरार के माध्यम से आपने क्या देखा दरार के मोर्चे पर प्रतिबल तीव्रता कारक स्थिर रहता है एक बार जब आप अण्डाकार दोष पर आते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबल तीव्रता कारक दरार के मोर्चे पर भिन्न होता है और आपके पास एक दबाव पोत पाइपिंग के मामले में एक अनुकूल स्थिति है जहां आप ब्रेक से पहले वास्तव में रिसाव प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते आपका डिज़ाइन ठीक से चेक किया गया हो और आप जानते हैं लोगों ने भी देख लिया है मान लीजिए मेरे पास एक उथली दरार है उथली दरार में I 2 काफी करीब है एक के और SIF नब्बे डिग्री पर बस 112 सिग्मा रूट पाई a बन जाता है और हम पहले ही देख चुके हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह स्वतंत्र सतह के कारण है आप इसे बैक फ्री सतह सुधार कहते हैं क्योंकि हम जल्द ही एक फ्रंट फ्री सतह सुधार को देखने जा रहे हैं इस पहलू को ध्यान में रखते हुए आप इसे बैक फ्री सतह सुधार कहते हैं मान लें कि मेरे पास एक दरार सामने है तो मेरे पास सामने की सतह के साथ साथ पीछे की सतह भी हो सकती है यदि मैं केवल एक सुधार कारक लागू करने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मुक्त सतह सुधार कारक क्योंकि मेरे पास बैक फेस और फ्रंट फेस के लिए एक अलग करेक्शन फैक्टर है आप इसे अलग कहते हैं तो हमारे ज्ञान को बनाने का एक तरीका तुलनात्मक अर्थों में एक उथला दरार मोटाई के किनारे की दरार के एक लंबाई a बराबर है और हमने हमेशा देखा है कि किनारे की दरार केंद्र की दरार से ज्यादा खतरनाक है इतना ही नहीं बाद में हम यह भी देखेंगे कि आप सतह की दरार की तुलना मोटाई दरार से करते हैं पतली प्लेटों में मोटाई के माध्यम से दरार में सामने की ओर आप केवल समतल प्रतिबल का उपयोग करते हैं जब भी त्रिकोणीयता की कमी के कारण दरार की मोर्चे पर एक पतली प्लेट में भी आपके पास एक सतह दरार होती है तो आपको समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा जो उससे कम है प्लास्टिक क्षेत्र सुधार तो एक अर्थ में एक सतह दरार हमेशा एक मोटाई में किनारे वाली दरार की तुलना में अधिक खतरनाक होती है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा हालांकि प्रतिबल की तीव्रता कारक समान है लेकिन फ्रैक्चर की टफनेस हम अलग तरह से उपयोग में लायेंगे सतह की दरार के लिए और आप अगले अध्याय में जानते हैं हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्लास्टिक ज़ोन की गणना कैसे करें और जैसा कि सतह दरारें बहुत महत्वपूर्ण हैं लोगों ने सोचा कि किन तरीकों से आप उन परिणामों में सुधार कर सकते हैं जो हमने सतह दरार के लिए प्राप्त किए हैं इसलिए लोगों को लगा जब आप डक्टाइल पदार्थों के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो प्लास्टिक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सुधार कारक करना भी वांछनीय है और इसे संभालने के सबसे सरल तरीकों में से एक है जब आपके पास एक दरार की लंबाई होती है तो आप एक अतिरिक्त छोटी लंबाई लेते हैं जो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा गणना की जाती है जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे हम सिर्फ a के रूप में दरार की लंबाई का उपयोग करने के बजाय परिणाम को देखेंगे आप एक संशोधित दरार की लंबाई का उपयोग करेंगे और जो यहाँ उल्लेखित है प्लास्टिक विरूपण दरार को ऐसे व्यवहार करवाता है जैसे कि यह वास्तविक भौतिक आकार से अधिक लंबा हो तो आप r p स्टार के रूप में जानने जाते हैं बाकी अभिव्यक्ति वही है जो हमने देखी थी जब हमने यह कारक 112 रखा था और r p स्टार यह एक ऐतिहासिक मूल्य है यह 1960 में इरविन द्वारा रिपोर्ट किया गया था अगले अध्याय में हम इस अतिरिक्त लंबाई के बेहतर अनुमान को देखेंगे इसलिए आपको इसे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए इसलिए मेरे पास r p स्टार दिया गया है क्योंकि KI वर्ग को 4 पाई रूट 2 से विभाजित किया जाता है जिसे सिग्मा वर्ग y s से गुणा किया जाता है जहां सिग्मा y s सामग्री की यील्ड स्ट्रेंग्थ है और मैं चाहता हूं कि आप इस अभिव्यक्ति को लिखें आप जानते हैं कि उन दिनों लोगों के पास केवल स्लाइड नियम और उस प्रकृति की चीजें होती थी इसलिए लोग हमेशा एक ग्राफ के रूप में अंतिम परिणाम जो भी चाहते थे और हम पाते हैं कि लोगों ने इसे सरल बनाया है और हम इस पर भी एक नज़र रखेंगे तो जब आप इन अतिरिक्त दरार की लंबाई के लिए अभिव्यक्ति लिखते हैं और सरल करते हैं तो KI के लिए अभिव्यक्ति 112 सिग्मा रूट पाई aवर्गमूल l 2 वर्ग माइनस 0212 सिग्मा वर्गसिग्मा वर्ग ys व्होल गुणा साइन वर्ग थीटा प्लस ac व्होल वर्ग कोस वर्ग थीटा व्होल घात 14 में बदल जाती है और यह सुविधा के लिए अलग तरह से दर्शाया गया है और हम वास्तव में अधिकतम प्रतिबल तीव्रता कारक के बारे में बात कर रहे हैं जो सतह के दोष के लघु अक्ष पर होता है यह 112 सिग्मा रूट पाई a के रूप में Q द्वारा विभाजित है और आपके पास ऐसे ग्राफ़ उपलब्ध हैं जिनसे आप Q का मान प्राप्त कर सकते हैं और जब आप डक्टाइल पदार्थों को संभाल रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको चिंता करनी होगी कि यील्ड स्ट्रेंग्थ की तुलना में लागू प्रतिबल क्या है वह भी एक कारक है जब आप वास्तव में प्लास्टिक ज़ोन सुधार को देख रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेंग्थ की तुलना में वस्तु पर लागू प्रतिबल का स्तर क्या है यह भी एक भूमिका निभाता है यदि प्रतिबल यील्ड स्ट्रेंग्थ के करीब हैं तो सुधार कारक अधिक प्रभाव डाल रहा है यदि आप कम प्रतिबल में काम कर रहे हैं तो सुधार कारक पर मामूली प्रभाव पड़ता है फ्लो शेप मापदण्ड इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण मापदण्ड बन रहा है इसलिए अधिकतम प्रतिबल तीव्रता कारक के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए लोगों ने ग्राफ प्रदान किए हैं और ये बहुत लोकप्रिय रेखांकन हैं क्योंकि सतह की खामियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और जब आप साहित्य को देखते हैं तो आपके पास एक दोष आकार मापदण्ड होता है उनकी एक बहुत ही विशिष्ट उपस्थिति है और x अक्ष पर आपके पास Q का मूल्य है y अक्ष पर यदि आप दरार को देखते हैं तो लंबाई 2 c के रूप में दी जाती है और वस्तु में गहराई जो कि a के रूप में दी जाती है तो a2c y अक्ष पर प्लॉट किया जाता है और यह आप इसे सिग्मा ys द्वारा सिग्मा के विभिन्न मूल्यों के लिए करते हैं यहाँ यह 1 और l के बराबर है और मेरे पास अन्य मामलों के लिए भी रेखांकन होगा और मैं चाहूंगा कि आप इस का एक साफ स्केच बनाएं जब आप सतह की खामियों को संभाल रहे हैं तो दोष आकार मापदण्ड बहुत महत्वपूर्ण है और तुम यहाँ क्या पाते हो अगर हमे याद है K बराबर सिग्मा रूट पाई a है तो 112 डालकर या Q डालकर आप किनारे की दरार से सतह की दरार तक मोटाई के बीच की दरार केंद्रीय दरार से किनारे की दरार तक समस्या को हल करने में सक्षम हैं सभी एक जैसे दिखते हैं यदि संभव हो तो हमारे पास इस वर्ग के अंत में इसका सारांश भी होगा और उथली सतह दरारों के लिए यह सब चर्चा वैध है मेरे पास सिग्मा yसिग्मा ys के अन्य मूल्यों के लिए तैयार किया गया ग्राफ होगा और यह दोष आकृति मापदण्ड का एक बहुत ही विशिष्ट आकार है जब आप इस तरह के ग्राफ को देखते हैं भले ही यह लेबल न हो तो आपको यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि यह दोष आकार मापदण्ड के लिए ग्राफ है तो ग्राफिकल एप्रोच से आप Q पता लगा सकते हैं सिग्मा आपके द्वारा भार लागू करने के तरीके से जानना आसान है तो आप प्रतिबल की तीव्रता के कारक का पता लगा सकते हैं जो सतह के दोष के लिए अधिकतम मूल्य है फ्रंट फ्री सतह सुधार और मैंने पहले ही उल्लेख किया था लोगों ने यह भी सोचा एक बार जब आपके पास परिणाम होता है तो इसकी सटीकता में सुधार कैसे करें इसे करने का एक तरीका है प्लास्टिक ज़ोन करेक्शन लाना अन्य पहलू यह है जब मेरे पास एक दरार है तो आप बस इसका अवलोकन करते हैं हो सकता है कि मैं इसे बढ़ा सकूं मेरे यहाँ एक दरार है मेरे पास मोटाई B है यह बैक फ्री सरफेस बन जाता है और यह फ्रंट फ्री सर्फेस बन जाता है यदि दरार उथली है जो इस सतह के करीब है तो एक बैक फ्री सतह सुधार ठीक है लोगों ने सोचा कि वे शुरू में उथली दरारों का विश्लेषण करेंगे लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि दरारें को क्या होता हैं जो मोटाई की दिशा में बढ़ रही हैं इसलिए जब वे बड़े होते हैं तो आपके पास इस सतह का एक प्रभाव होता है जो उस स्थिति में भी आता है जिसे फ्रंट फ्री सरफेस कहा जाता है और यह इस M k द्वारा दिया जाता है इसलिए मैंने 112 गुणा M k सिग्मा रूट पाई a को विभाजित किया है Q से तो यह परिणाम पर एक सुधार है जो आपको सतह दरार के लिए मिला है तो आपके पास ये ग्राफ भी उपलब्ध हैं आपके पास ये ग्राफ़ 2c द्वारा और साथ ही B द्वारा एक मापदण्ड के रूप में प्लॉट किए गए हैं B के विभिन्न मूल्यों के लिए अर्थात् मोटाई के संबंध में दरार की गहराई के विभिन्न मूल्य आपके पास ये मूल्य दिए गए हैं आप इस का एक साफ स्केच बनाते हैं यह आपको एक आराम देता है कि फ्रंट फ्री सतह के सुधार का मूल्य कैसे बदलता है और एक गहरी दरार के लिए आप क्या करते हैं एक गहरी दरार के लिए बैक फ्री सतह सुधार को 1 तक कम करें क्योंकि फ्रंट फ्री सतह का सुधार कारक अधिक प्रबल हो जाता है जो आपको मिल रहा है जैसे जैसे aB बढ़ता है M k का मान भी बढ़ता जाता है जब aबी छोटा होता है तो यह 1 के करीब होता है जब aबी बड़ा होता है तो आप पाते हैं कि यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और यह ज़ी और हॉल कोबायाशी और उनकी टीम द्वारा निकाला गया परिणाम है तो यह एक सतह दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का पता लगाने पर एक और सुधार है आप जानते हैं कि हम कुछ सुधारों को देखने जा रहे हैं अभी हमने जो देखा है हमने एक अण्डाकार दोष एम्बेडेड अण्डाकार दोष का हल निकाल लिया है एम्बेडेड अण्डाकार दोष से हमने सतह दोष के लिए समाधान का निर्माण किया है हमने अर्ध अण्डाकार दरार पर ध्यान दिया है कोने की दरार के लिए एसआईएफ मान लीजिए कि मैं एक कोने की दरार को देखता हूं तो मैं इस समाधान को कैसे संशोधित करूं इसलिए पहले हम कुछ सरलीकरणों को देखेंगे बाद में हम संपूर्ण समाधानों को देखेंगे और हमने पहले ही नोट किया है एक हेलिकॉप्टर ब्लेड में दिखाई देने वाली कोने की दरार बोल्ट छेद फ्रैक्चर को बनाए रखती है हमने इसे दरार की सतह और फ्रैक्चर सतह के बीच अंतर को चित्रित करने के संदर्भ में देखा था और आपके पास दरार के आकार के रूप में यह है और आप तुरंत क्या नोटिस करते हैं मेरे पास इस किनारे पर एक स्वतंत्र सतह है और साथ ही इस किनारे पर एक स्वतंत्र सतह है और हमने एक नुस्खा सीखा है जब मेरे पास एक स्वतंत्र सतह होती है तो मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए प्रतिबल तीव्रता कारक अधिक होगा एक मुक्त सतह के बजाय मेरे पास दो मुक्त सतह हैं तो लोगों ने क्या किया है आपको 112 को 112 में गुणा करना होगा इसका उपयोग करने के बजाय उन्होंने इसे 12 के रूप में अनुमानित किया है इस तरफ एक मुक्त सतह है मेरे पास इस तरफ एक और स्वतंत्र सतह है तो इस मामले के लिए आपके पास 12 सिग्मा रूट पाई a के बराबर KI के रूप में दिया गया प्रतिबल तीव्रता कारक है देखें कि ये सभी निश्चित ज्ञान के आधार पर समाधान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने मोटइ के रास्ते दरार के आधार पर विकसित किया है यह शुरू करने के लिए काफी अच्छा हो सकता है लेकिन आप इसके साथ पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं कर सकते आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण स्थिति में इसका पता लगाने के लिए इसके सही तरीके या फंक्शन प्रणाली का पता कैसे लगाया जाए वह भी हम इस पर गौर करेंगे और वास्तव में कोने की दरारें बहुत महत्वपूर्ण हैं आप जानते हैं कि जब आपके पास एक इकलौता दबाव पोत होता है तो आप जानते हैं कि शेल की मोटाई बहुत अधिक है यह लगभग 250 से 300 मिलीमीटर मोटा है इसका मतलब है यह एक बहुत मोटी स्टील प्लेट है यह एक स्टील क्लैडिंग के साथ है जो यहां दिखाया गया है और आप कर सकते हैं जब आपके पास कोने से नलिका होती है तो आप कोने की दरारें विकसित कर सकते हैं और ये अनिवार्य रूप से चौथाई अण्डाकार दरारें होंगी उस तरह का मॉडलिंग जायज है सतह दरारों का प्रत्यक्ष विश्लेषण इसलिए कोने की दरार या सतह की दरार में प्रतिबल तीव्रता कारक का ज्ञान वे सभी व्यावहारिक डिजाइन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं अब हमने जो देखा है अगर मेरे पास एक उथले सतह दरार या उथले कोने की दरार है तो हम जानते हैं कि प्रतिबल तीव्रता कारक प्राप्त करने का तरीका क्या है और आप जानते हैं लोगों ने सतह की दरारों के प्रत्यक्ष विश्लेषण पर भी साहित्य में परिणाम प्रदान किए हैं ऐसे परिणाम भी उपलब्ध हैं और उन दिनों लोग रेखांकन के साथ सहज थे तो चित्रात्मक परिणाम उपलब्ध हैं कृपया इसका एक साफ स्केच बनाएं आपके पास दरार के ज्यामितीय मापदण्ड यहां दिखाए गए हैं और x अक्ष पर आप 2c को B से विभाजित करते हैं जहां B मोटाई है और 2c दरार की लंबाई है और y अक्ष पर जो प्लॉट किया गया है वह किनारे की दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक से विभाजित सतह दोष के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का अनुपात है जिसका अर्थ है कि मोटाई के माध्यम से दरार और यह एक विशेष B अनुपात के लिए दिया जाता है इसलिए जब a परिवर्तन होता रहता है तो दरार सामग्री में आंतरिक रूप से बढ़ रही है तो मेरे पास यह ग्राफ aB बराबर 01 की है और यह aB बराबर 02 के लिए प्लॉट किया जाता है और जो आप पाते हैं जैसा कि 2c B में वृद्धि हुई है सतह की खामियों के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक किनारे वाले दरार के प्रतिबल तीव्रता कारक के पास जाता है तो आप जो यहां पाते हैं वह दरार काफी लंबी होनी चाहिए ताकि प्रतिबल की तीव्रता कारक संबंधित किनारे की दरार के करीब पहुंच जाए यह कहानी का एक पहलू है कहानी का दूसरा पहलू मैंने क्या कहा जब भी आपके पास एक सतह दोष होता है तो दरार की अस्थिरता का निर्धारण करने के लिए आपको समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करना होगा इस तरह से सतह दरारें हमेशा किनारे की दरार की तुलना में अधिक खतरनाक होती हैं और आपके पास टेंसाइल भार के लिए तैयार किए गए रेखांकन का यह सेट है और आपने aB के विभिन्न मूल्यों के लिए यह प्लॉट किया है कृपया इन रेखाचित्रों का एक उचित स्केच बनाएं ये ग्राफ 01 02 03 04 05 06 और 07 बराबर aB के लिए खींचे जाते हैं और ये राइस और लेवी द्वारा सूचित परिणाम हैं और मैंने जो कुछ भी कहा था उसका उल्लेख यहां किया गया है ग्राफ दरार के माध्यम से मध्य बिंदु पर प्रतिबल तीव्रता कारक देता है और दरार के माध्यम से इस भाग के लिए ये परिणाम राइस और लेवी द्वारा समस्या के अनुमानित संख्यात्मक समाधान के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं जो भी संख्यात्मक परिणाम उन्हें मिले हैं उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और दूसरों के उपयोग के लिए एक ग्राफ के रूप में प्लॉट किया गया है और किनारे की दरार से सम्बंधित समतल स्ट्रेन वाले किनारे कि दरार वाले नमूने के प्रतिबल तीव्रता के कारक से मेल खाती है उन्होंने यह भी नोट किया है क्योंकि मैंने एक सतह दोष के लिए कहा है जब आपके पास अधिकतम प्रतिबल तीव्रता कारक है तो हम समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करने जा रहे हैं उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सतह के दोष के प्रतिबल तीव्रता कारक की तुलना समतल के प्रतिबल में बढ़त दरार से की है यह काफी उचित है तो यह है जो यहाँ संक्षेप में है और मैंने अवलोकन किया था कि दरार काफी लंबी होनी चाहिए जब गहराई अधिक हो ताकि प्रतिबल तीव्रता कारक किनारे की दरार के करीब पहुंच जाए यह वही है जो यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है मध्यम से गहरी दरार की गहराई के लिए एक बहुत बड़ी सतह की लंबाई आवश्यक है पार्ट थ्रू दरार प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए जो पहुँच सके पट्टी के एक समतल स्ट्रेन एज दरार पर देखें कि क्या आप सेवा में दिखते हैं आपको बंकन के साथ साथ प्रतिबल भी है वास्तव में इरविन द्वारा दिए गए परिणाम वास्तव में झुकने वाले भार को पहचान नहीं रहे थे वे प्रतिबल के अधीन स्ट्रिप पर काम कर रहे थे एक केंद्र दरार या एक किनारे की दरार के बजाय उन्होंने विश्लेषण किया है कि आप एक सतह दरार को कैसे संभाल सकते हैं लेकिन वास्तव में आपके पास बंकन वाले भार भी होंगे जब लोग संख्यात्मक विश्लेषण करते हैं तो वे आराम से लोडिंग को बदल सकते हैं और बंकन की उपस्थिति में परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रतिबल तीव्रता कारक कैसे भिन्न होता है इसलिए जब आपके पास इस प्रकार के संख्यात्मक परिणाम होते हैं तो वे प्रतिबल के साथ साथ झुकने के लिए भी उपलब्ध होते हैं रेखांकन अलग से उपलब्ध हैं इसलिए इसका एक स्केच बनाएं यह फिर से बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमें प्रतिबल के लिए मिला है लेकिन विस्तार से यह अलग है लक्षण समान है लेकिन यदि आप वास्तव में मूल्यों की गणना करते हैं तो वे भिन्न होंगे क्योंकि बंकन वाले भार है ग्राफ बहुत समान है x अक्ष पर आपके पास 2cB है y अक्ष पर आपके पास एक सामान्यीकृत मूल्य है aB के समान मूल्य के लिए किनारे की दरार के K द्वारा सतह के दोष के K को विभाजित किया गया है और ये ग्राफ aB के लिए 01 02 03 04 के साथ साथ 05 के बराबर खींचा जाता है देखें कि आपको क्या नोटिस करना है आपके पास Q के लिए ग्राफ उपलब्ध हैं इसके साथ ही आप सतह की खराबी के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक के मूल्य की गणना कर सकते हैं या आप सीधे एक ग्राफ को देख सकते हैं और एक सतह की तुलना में धार दरार दोष के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का पता लगा सकते हैं जिस तरह से लोगों ने इसे देखा है आप यहां क्या खोज रहे हैं आपके पास बंकन के लिए भी समाधान उपलब्ध है आपके पास बंकन और तनाव के लिए अलग से समाधान उपलब्ध है लेकिन आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है ये सभी एक सतह दरार का समाधान पाने की दिशा में कदम हैं वे पर्याप्त व्यापक नहीं हैं उद्योग के दृष्टिकोण से सतह दरारें अधिक खतरनाक हैं इसलिए अधिक ध्यान दिया गया और लोगों ने बेहतर समाधान विकसित किए इस तरह के समाधान भी अब उपलब्ध हैं और हम सिर्फ समीक्षा करेंगे इरविन ने सतह दरारों का विश्लेषण क्या किया था जिस क्षण आपके पास एक सतह दरार होती है आपके पास प्रमुख अक्ष के माध्यम से दरार के लिए एक सामान्य सतह होती है उसी ने उसे पहचाना था फिर आपके पास दरार खोलने के विपरीत एक स्वतंत्र सतह की उपस्थिति है वह सामने की मुक्त सतह है फिर आपके पास दरार नोक पर प्लास्टिक स्ट्रेन है इरविन ने दरार नोक के साथ साथ बैक फ्री सरफेस पर इस प्लास्टिक स्ट्रेन का ध्यान रखा है और हमने यह भी उल्लेख किया है परिणाम प्रतिबल में अर्ध अनंत निकायों में उथले सतह की खामियों के लिए अच्छा है और इरविन के विश्लेषण में दोष क्या था यह परिमित मोटाई वाली प्लेटों में पीछे की सतह पर विचार नहीं करता है लेकिन हमारी चर्चा में हमने राइस और अन्य लोगों द्वारा एक समाधान देखा था जहां आपके पास सामने मुक्त सतह का सुधार कारक है मुझे लगता है कि यह कोबायाशी द्वारा किया गया है फ्रंट फ़्री सतह सुधार कारक भी हमने देखा है कि हम कैसे संशोधित कर सकते हैं लेकिन अगर आप इरविन के विश्लेषण को देखें तो वह उन परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था निश्चित रूप से इरविन का परिणाम प्लेटों में बैंडिंग के लिए प्रतिबल प्रवणताओं पर विचार नहीं करता है वास्तविक सेवा के दृष्टिकोण से हमें इस स्थिति के लिए भी समाधान प्राप्त करने की आवश्यकता है एक बार समस्या महत्वपूर्ण है तो आप जानते हैं कि लोग ध्यान देते हैं हालांकि ये समय लेगा वे एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं और यह 1979 में राजू और न्यूमैन द्वारा किया गया था कल्पना कीजिए इरविन का जो भी योगदान है वह 1960 में उन सभी तरीको के साथ प्रयास किया गया था इसलिए आपको सराहना करनी चाहिए फ्रैक्चर यांत्रिकी के प्रारंभिक चरण जब लोग अंधेरे में टटोल रहे थे इरविन ने निश्चित रूप से दिखाया कि कैसे संभालना है सरल समस्याओं से धीरे धीरे और अधिक चुनौतीपूर्ण जटिल समस्याएं हल करना परिमित तत्व तकनीक और आपके पास केवल 1960 के बाद ही कंप्यूटर भी आये इसलिए जब 1979 में संख्यात्मक तकनीकें उपलब्ध थीं तो राजू और न्यूमैन ने तनाव और समतल रोधी बंकन दोनों के लिए अर्ध अण्डाकार सतह दोष समस्या का एक व्यापक त्रि आयामी परिमित तत्व विश्लेषण किया देखें कि मैंने हमेशा उल्लेख किया है अनुभवजन्य संबंध के रूप में उपलब्ध होने वाले कई समाधानों का एक मूल संख्यात्मक विश्लेषण से है वे जो भी संख्यात्मक विश्लेषण प्राप्त करते हैं वे एक आनुभविक संबंध के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं ताकि अन्य विन्यासों के लिए भी लोग इसका उपयोग कर सकें संख्यात्मक विश्लेषण में दोष यह है कि प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सॉफ़्टवेयर चलाना होगा और परिणाम प्राप्त करना होगा लेकिन यदि आप इसे समान रूप से विभिन्न विन्यासों के लिए समझदारी से एक आनुभविक रूप में रखते हैं तो परिणामों को अतिरिक्त रूप देना संभव है और अगर आप साहित्य को देखते हैं तो परिणाम तुरंत संसाधित नहीं हुआ उन्हें प्रक्रिया को पोस्ट करने में कुछ समय लगा और यह आरेख क्या देता है उन्होंने एक अर्ध अण्डाकार सतह दोष का विश्लेषण किया है और मैं आपको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि आप दरार की लंबाई 2c और गहराई a की पहचान कैसे करें और आप यह भी देख सकते हैं कि यह भाग छायांकित है हम उस कारण को संभवतः अगली कक्षा में देखेंगे आपके यहां उच्च त्रिअक्षीय क्षेत्र है हम उस पर चर्चा करेंगे यही कारण है कि मैंने कहा कि एक सतह दरार सभी अस्थिरता गणना के लिए एक समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस का उपयोग करता है हालांकि हम सतह की दरार की तुलना प्रतिबल की तीव्रता के कारक नज़रिए से किनारे की दरार से करते हैं यद्यपि वे तुलनीय हैं यदि आप उपयोग किए जाने वाले फ्रैक्चर की टफनेस की तुलना करते हैं तो आप एक सतह दरार के लिए कम फ्रैक्चर की टफनेस का उपयोग करते हैं तो सतह दरारें हमेशा मोटाई दरार के माध्यम से अधिक खतरनाक होती हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और राजू और न्यूमैन द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त किए गए उन्हें इंजीनियरिंग समुदाय ने निश्चित माना लोग इन परिणामों पर बहुत विश्वास करते हैं और 1981 में दो साल बाद उनके संख्यात्मक समाधान के बाद उन्होंने एक एम्पिरिकल समीकरण का निर्माण करने के लिए एक डबल श्रृंखला बहुपदों द्वारा व्यापक डेटा को फिट करने की परेशानी का सामना किया था तो आपको जो बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि यदि आपका कोई परिणाम नहीं है तो आप इस फैक्टर 112 फ्रंट फ्री सरफेस बैक फ्री सरफेस के साथ बढ़ते हैं और फिर एक कोने की दरार के लिए जाएं 112 को 112 से गुणा करें वह सब सर्कस जो आप करते हैं लेकिन अगर आप वास्तव में परिणाम जानने में हैं और आप सटीक परिणाम जानना चाहते हैं तो राजू और न्यूमैन के समाधान पर जाएं आपके पास उन एम्पिरिकल संबंध उपलब्ध हैं और मैं संबंध के उस एम्पिरिकल सेट को प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपको इसके लिए तैयार किए गए लंबे भाव लिखने होंगे न्यूमैन और राजू के एम्पिरिकल संबंध और अभिव्यक्ति इस तरह है सिगमा t प्लस H गुणा सिग्मा b बराबर KI जहां सिगमा t प्रतिबल के कारण प्रतिबल है और सिग्मा b बैंडिंग प्रतिबल है गुणा पाई a के वर्गमूल Q से विभाजित है और आपके पास एक फ़ंक्शन है F जो कि aB अनुपात ac अनुपात cW अनुपात और साथ ही थीटा का एक फंक्शन है इसलिए हम इन सभी को बाद के समीकरणों में देखेंगे और मैंने जो उल्लेख किया है वह यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है सिग्मा t दूर से लागू तनाव प्रतिबल है और सिग्मा b बंकन मोमेंट Mb के कारण मैक्सिमम फाइबर प्रतिबल है जहां सिग्मा b बराबर 6 MW B घात 3 है जहां B यह मोटाई है मुझे इस मोटाई के रूप में B मिला है मेरे पास सतह दरार है और आपके पास Q के लिए भी अभिव्यक्ति है जब आप एक आनुभविक संबंध के लिए जा रहे हैं तो लोग उसे भी लिखने की कोशिश करते हैं और Q के लिए इस अभिव्यक्ति को श्री रावे को श्रेय दिया जाता है और यह इस तरह से है Q I 2 वर्ग के बराबर है जो कि 1 प्लस 1464 गुणा ca व्होल घात 165 के बराबर है जो कि ac के 1 से कम मान के लिए है आप जानते हैं आपको उस टीम को उनके संख्यात्मक परिणामों के लिए एक अनुभवजन्य समाधान प्रदान करने के लिए बधाई देना होगा और अनुभवजन्य समाधान बहुत जटिल है यह आसान नहीं है वे वहां कैसे पहुंचे इसके पीछे कोई तर्क नहीं है उन्हें परिणाम मिल गए हैं और वे जल्दी से परिणामों के विकास का एक प्रकार देखने में सक्षम थे और फिर वे इसे एक अच्छे एम्पिरिकल कायदे में पैक कर सकते थे उन्होंने यह कैसे किया आपको उनसे जाकर ही पूछना होगा ठीक है यदि आप अभिव्यक्ति को देखते हैं तो परिणाम बहुत लंबे और जटिल हैं उन्होंने अनुभवजन्य संबंध के रूप में एक अच्छा काम किया है और Q ac के मान 1 से ज्यादा के लिए बन जाता है 1 प्लस 1464 ca व्होल घात 165 अगले दो तीन स्लाइड्स केवल विभिन्न टर्म्स के इस विस्तार से निपटेंगे ठीक है और यहां जो उल्लेख किया गया है वह यह है कि यदि आप इस से Q का मूल्यांकन करते हैं तो त्रुटि ac के सभी मानों के लिए 013 प्रतिशत के भीतर है उस तरह की जानकारी भी दी गई है फिर न्यूमैन और राजू द्वारा चुने गए फ़ंक्शन का एक रूप है F बराबर M 1 प्लस M 2 गुणा aB व्होल वर्ग प्लस M3 aB व्होल घात 4 गुणा थीटा के एक फ़ंक्शन और एक g के फ़ंक्शन और w के फ़ंक्शन से गुणा किया जाता है हम उनमें से हर एक को देखेंगे इस तरह से आपको एक्सप्रेशन लिखने होंगे और मेरे पास M1 के लिए क्या है M 1 दिया है 113 माइनस 009 गुणा ac और आपने M2 को माइनस 054 प्लस 08902 प्लस ac लिया है और M3 दिया है 05 माइनस 10065 प्लस ac प्लस 14 गुणा 1 माइनस ac व्होल घात 24 मुझे यकीन है कि आप सहमत होंगे कि आनुभविक संबंध काफी जटिल है वे परिणाम को मजबूत करने में कैसे पहुंचे आपको इस तरह का समाधान प्रदान करने के लिए उन्हें वास्तव में धन्यवाद देना होगा और यह भी जोर देता है कि हमारे छात्र भी जब वे अपना काम करते हैं तो उन्हें एक सुविधाजनक रूप में रिपोर्ट करना चाहिए रिपोर्ट करें कि जो भी परिणाम उन्हें दूसरों के उपयोग के लिए सुविधाजनक रूप में मिले फ़ंक्शन थीटा से हम परिचित हैं हम इसे कई स्लाइड्स में देख रहे हैं उसका मान है ac वर्ग cos वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा व्होल घात 14 और g है 1 प्लस 01 प्लस 035 aB व्होल वर्ग व्होल गुणा 1 माइनस साइन थीटा व्होल वर्ग और आपके पास w का फंक्शन है जिसे सेकेंट पाई cW वर्ग रूट ab व्होल घात आधा दिया जाता है इस समाधान में देखें आपको प्लास्टिसिटी प्रभावों के लिए कोई सुधार नहीं मिलेगा क्योंकि उनका विश्लेषण इलास्टिक था और यह एज दरार नामकरण से आता है यह एम्बेडेड अण्डाकार दोष से आता है और यह साहित्य में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इंजीनियरिंग निर्णय का उपयोग करते हुए न्यूमैन और राजू ने फंक्शन H व्यक्त किया जैसा कि आप जानते हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है यह फ़ंक्शन इतना सरल नहीं है इसलिए उन्होंने H को H1 प्लस H2 माइनस H1 गुणा साइन घात p थीटा के बराबर बताया है और आपके पास दिए गए सब कुछ के लिए मान हैं p के बराबर 02 प्लस ac प्लस 06 aB हमारे पास H 1 और H 2 के लिए भी अभिव्यक्ति होगी H1 दिया गया है 1 माइनस 034 aB माइनस 011 ac गुणा aB और H2 दिया गया है 1 प्लस G1 गुणा aB प्लस G2 ab व्होल वर्ग आपको पता है कि आपको परिभाषित करना है कि G1 और G2 क्या है मैं इसे अगली कक्षा के लिए स्थगित कर देता हूं हम G1 G2 पर एक नज़र डालेंगे और उनके परिणामों का सारांश भी देखेंगे फिर हम प्लास्टिक ज़ोन सुधार या प्लास्टिक ज़ोन लंबाई गणना या दरार नोक के प्लास्टिक मॉडलिंग पर अगले अध्याय पर आगे बढ़ते हैं हम इस पर एक नजर डालेंगे इस वर्ग में अनिवार्य रूप से हमने सतह दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को देखा हमने कहा कि इसे अर्ध अण्डाकार दोष के रूप में देखा जा सकता है एक कोने की दरार को एक चौथाई अण्डाकार दोष के रूप में तैयार किया जा सकता है और टूटने से पहले लीक कैसे संभव है इस पर भी हमने संक्षिप्त चर्चा की जिस तरह से प्रतिबल तीव्रता कारक और फ्रैक्चर टफनेस की वजह से ऐसी गणनाओं के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है हमें इसे करने में मदद करें यही कारण है कि लोगों ने सोचा कि आपके सिस्टम को उपयुक्त रूप से डिजाइन करके रिसाव और ब्रेक के बीच अंतर प्रदान करना संभव है धन्यवाद